इस सप्ताह के तीसरे व्याख्यान के लिए आपका स्वागत है इसलिए पिछले व्याख्यान में हमने इस बारे में बात की थी कि एडिट डिस्टेंस के विभिन्न रूप क्या हैं जिसे आप सामान्य रूप से उपयोग कर रहे होंगे इसलिए आज हम स्पेलिंग करेक्शन करने के लिए एक्सटेंडेड एल्गोरिदम के बारे में बात करेंगे इसलिए सामान्य तौर पर जब मैं स्पेलिंग करेक्शन के बारे में बात करता हूं मैं अलग अलग शब्द रिडक्शन या करेक्शन के बारे में बात कर सकता हूं जो कि संदर्भ के बिना एक शब्द है यह एक शब्द भी हो सकता है जो मेरी शब्दावली में है या मेरी शब्दावली में नहीं है इसलिए हम इसके लिए उदाहरण देखेंगे या मैं इस संदर्भ में सुधार करने के बारे में बात कर सकता हूं वहाँ फिर से एक शब्द शब्दावली में या शब्दावली से बाहर हो सकता है और हम देखेंगे कि वर्तनी सुधार करने के लिए नोइजी चैनल मॉडल के सरल एप्रोच को कैसे लागू किया जा सकता है अब मेरा नोइजी चैनल मॉडल क्या है इसलिए यदि आप मॉडल के नाम बारे में सोचते हैं तो क्या हो रहा है हमारे पास एक ऑब्जरवेशन x है जो एक शब्द है जो कि गलत वर्तनी है आप अपने ऑब्जरवेशन से इसे ठीक करना चाहते हैं लेकिन इस मॉडल का आईडिया क्या है इसलिए जब भी कोई गलत वर्तनी हो मगर आप एक सही शब्द लिखना चाहते थे और एक ऐसे चैनल से गुज़रे जो आपका कीबोर्ड या कुछ और हो सकता है और इस तरह आपका शब्द गलत वर्तनी हो गया तो यह है कि आप मान रहे हैं कि आपके पास एक सही शब्द w है यह आपका सही शब्द है और आपके पास एक गलत वर्तनी x है जो कि आप का ऑब्जरवेशन है हाँ अब आप इस सही शब्द w को लिखना चाहते थे लेकिन आप एक चैनल के माध्यम से गए और हम कह रहे हैं कि एक नोइज़ी चैनल है और आप इस चैनल से गुजरते समय कुछ गलती कर रहे हैं और आप इस चैनल से गुजरते समय कुछ गलती कर रहे हैं और जिस शब्द का आप ऑब्जरवेशन कर रहे हैं वह x है लेकिन w नहीं अब एक्स में आपका ऑब्जरवेशन है अब इस ऑब्जरवेशन को एक्स दिया मुझे कैसे पता चलेगा कि w के लिए मेरा सबसे स्लाइटली कैंडिडेट क्या है मेरा w क्या है सामान्य तौर पर मैं इस समस्या पर कैसे प्रयास कर सकता हूं मैं एक शब्द x देख रहा हूं जो मुझे पता है कि यह गलत वर्तनी है अब मुझे कैसे पता चलेगा कि यह गलत है ऐसा करने का एक अपरिष्कृत तरीका है कि मैं एक डिक्शनरी को मेन्टेन रखूं जो मेरी वोकेबलरी के सभी शब्दों का एक सेट है और यदि x शब्द किसी भी शब्द के साथ मेल नहीं खाता है मैं कहता हूं कि यह गलत वर्तनी हो सकती है अब एक बार मुझे पता है कि x एक गलत वर्तनी वाला शब्द है इसका मतलब है मुझे इसे सही करना होगा अब मुझे सबसे पहले क्या करना है करेक्शन के लिए सभी संभावित कैंडिडेट क्या हैं इसलिए संभव है कि मैं उन सभी शब्दों के बारे में पता लगा सकता हूं जिनमें उन कुछ अतिरिक्त डिस्टेंस के अन्दर उनमें सबसे स्लाइटली कैंडिडेट हैं तो शोर चैनल मॉडल के संदर्भ में w क्या है जिसमें से x लिखा गया है तो गलत वर्तनी और हमने x लिखा इसलिए नोइज़ी चैनल मॉडल के संदर्भ में मैं यह जानना चाहता हूं कि मुझे अपनी शब्दावली में सभी संभावित शब्दों के बीच अधिकतम प्रोबब्लिटी P w गिवन x क्या देता है या यह मेरे कैंडिडेटस के सेट में हो सकता है कि ऐसा क्या है जो मुझे P w गिवन x के लिए अधिकतम लागत देता है अब मैं इस प्रोबब्लिटी P x गिवन x की गणना कैसे करूं आप नोइज़ी चैनल मॉडल के रूप में देखते हैं मैंने सबसे पहले w शब्द से शुरुआत की और फिर मैं चैनल से गुज़रा और मैंने x शब्द के साथ समाप्त किया तो मैं केवल अपने चैनल का उपयोग करके पता लगा सकता हूं कि x गिवन w की प्रोबब्लिटी क्या है मुझे किसी तरह से w गिवन x की प्रोबब्लिटी का पता लगाने के लिए उपयोग करना होगा तो इस प्रोबब्लिटी में एक विशेष थ्योरम क्या है जिसका आप उपयोग कर सकते हैं तो बेयस थ्योरम याद है इसलिए मैं यह पता लगाना चाहता हूं कि शायद w गिवन x लेकिन लेकिन मैं पहले ही अपने चेनल से x गिवन w की प्रोबब्लिटी पता लगा सकता हूं तो मैं इस टर्म में p w x कैसे लिखूं इसलिए मैं कहता हूं P x गिवन w P w डिवाइड बाय P x येस होगा तो मैं I से arg max की जगह ले सकता हूं अब यहाँ आपका वेरिएबल क्या है वेरिएबल w है जिसमें आपके पास कई अलग अलग शब्द हो सकते हैं लेकिन आपका x प्रत्येक अलग अलग शब्द के लिए समान रहता है तो क्या वास्तव में आप करने की कोशिश कर रहे हैं प्रत्येक शब्द के लिए आप इस मान को पूरा कर रहे हैं और फिर आप देख रहे हैं कि कौन सा शब्द आपको अधिकतम मान देता है अब उन 3 अलग अलग प्रोबब्लिटीस के बीच जो आप इस सूत्र के लिए उपयोग कर रहे हैं जिन्हें आप इस गणना के लिए निकाल सकते हैं क्या यह संभावना P x है जो सभी शब्दों में कांस्टेंट रहती है इसलिए मेरे निर्णय से कोई फर्क नहीं पड़ेगा जिसमें से एक में सबसे अधिक प्रोबब्लिटी होती है क्योंकि यह केवल इस विशिष्ट मल्टीप्लीकेशन पर निर्भर था इसलिए मैं P x को हटा सकता हूं और यह है मेरा तर्क रखो और कि हम वास्तव में कैसे उपयोग करते हैं मैं इसे ऐसे ही लिखता हूं और मैं प्रायिकता P x हटाता हूं और किस इस तरह से तो मैं कैसे पता लगाऊंगा कि x के लिए कौन सा सही शब्द w है जो मुझे प्रायिकता x गिवन w टाइम्स प्रोबब्लिटी w के लिए अधिकतम प्रोबब्लिटी देता है तो अब हम देखेंगे कि हम इन प्रोबब्लिटीस कि व्यक्तिगत रूप से गणना कैसे करते हैं वे कौन से वेरिएबल्स हैं जिससे हम इन प्रोबब्लिटीस की गणना कर सकते हैं इसलिए हम नॉन वर्ड स्पेलिंग एरर के बारे में बात कर रहे हैं तो नॉन वर्ड स्पेलिंग एरर से मेरा क्या मतलब है एक शब्द जो डिक्शनरी या मेरी शब्दावली में नहीं है और मुझे पता है कि यह गलत शब्द हो सकता है मान लीजिए कि मैंने यहां एक्ट्रेस शब्द लिया है तो एक्ट्रेस इस डिक्शनरी में नहीं है यह एक्ट्रेस हो सकता है या जो भी हो लेकिन हम नहीं जानते इसलिए यह ऑब्जरवेशन है जिसे हमने बनाया अब नोइज़ी चैनल मॉडल का उपयोग करके मैं यह पता लगाना चाहता हूं कि सही शब्द क्या होना चाहिए था इसलिए अब पहली चीज जो मुझे करने की आवश्यकता होगी मुझे यह पता लगाना होगा कि कौन से कैंडिडेट है जो सही हो सकते हैं मुझे कैंडिडेट शब्द कैसे मिलेंगे मैं उन शब्दों को खोजने की कोशिश करूंगा जो समान वर्तनी वाले हैं और जो छोटी एडिट डिस्टेंस वाले हैं या मैं उन शब्दों का उपयोग करने की कोशिश कर सकता हूं जो उच्चारण समान कर रहे हैं तो ये दोनों संभव हैं तो फिर मैं किसी तरह से कैंडिडेट सेट सामान्य तौर पर मैं इस समस्या पर कैसे प्रयास कर सकता हूं मैं एक शब्द x देख रहा हूं जो मुझे पता है कि यह गलत वर्तनी है अब मुझे कैसे पता चलेगा कि यह गलत है ऐसा करने का एक अपरिष्कृत तरीका है कि मैं एक डिक्शनरी को मेन्टेन रखूं जो मेरी वोकेबलरी के सभी शब्दों का एक सेट है और यदि x शब्द किसी भी शब्द के साथ मेल नहीं खाता है मैं कहता हूं कि यह गलत वर्तनी हो सकती है अब एक बार मुझे पता है कि x एक गलत वर्तनी वाला शब्द है इसका मतलब है मुझे इसे सही करना होगा अब मुझे सबसे पहले क्या करना है करेक्शन के लिए सभी संभावित कैंडिडेट क्या हैं इसलिए संभव है कि मैं उन सभी शब्दों के बारे में पता लगा सकता हूं जिनमें उन कुछ अतिरिक्त डिस्टेंस के अन्दर उनमें सबसे स्लाइटली कैंडिडेट हैं तो शोर चैनल मॉडल के संदर्भ में w क्या है जिसमें से x लिखा गया है तो गलत वर्तनी और हमने x लिखा इसलिए नोइज़ी चैनल मॉडल के संदर्भ में मैं यह जानना चाहता हूं कि मुझे अपनी शब्दावली में सभी संभावित शब्दों के बीच अधिकतम प्रोबब्लिटी P w गिवन x क्या देता है या यह मेरे कैंडिडेटस के सेट में हो सकता है कि ऐसा क्या है जो मुझे P w गिवन x के लिए अधिकतम लागत देता है मान लीजिए कि मेरे पास दस अलग अलग शब्द हैं जो शायद एक्ट्रेस को दिए गए हैं तो ये w के लिए मेरे पास अलग अलग कैंडिडेट्स हैं और मुझे यह पता लगाने के लिए नोइज़ी चैनल मॉडल का उपयोग करने की आवश्यकता है कि कौन सा सबसे स्लाइटली उम्मीदवार है मान लें कि मैं d l दूरी पर उपयोग कर रहा हूँ यह मेरी लेवेंसाइटिन डिस्टेंस का छोटा रूपांतर हो सकता है याद रखें लेवेंसाइटिन डिस्टेंस में ऑपरेशन्स क्या थे हम इंसर्शन डिलीशन और प्रतिस्थापन पर है इस विशेष रूप से एडिट डिस्टेंस में हमारे पास ट्रांसपोज़ेशन भी है तो इंसर्शन डिलीशन प्रतिस्थापन और ट्रांसपोज़ेशन से सटे हुए 2 सही शब्द इसलिए हमने इस बारे में चर्चा की कि पिछले व्याख्यान में इस परिवर्तन की गणना करने के लिए हमारी डायनामिक प्रॉब्लम एल्गोरिदम को कैसे मॉडिफाई किया जाए इसलिए अब 2 स्ट्रिंग दिए गए हैं मैं हमेशा पता लगा सकता हूं कि शब्द क्या है इसलिए एक स्ट्रिंग दिया गया है कि मैं यह पता लगा सकता हूं कि 1 या 2 के अतिरिक्त अन्य शब्द क्या हैं मान लीजिए कि मैं acress से शुरू करता हूं जो मेरा ऑब्जरवेशन है गलत शब्द है मैं यह पता लगाने की कोशिश करता हूं कि वे कैंडिडेट भी हैं जो 1 के अतिरिक्त साथ आते हैं यहाँ acress शब्द है अब मुझे लिस्ट में actress cress caress access across acres and acres जैसे शब्द मुझे लिस्ट में दो बार मिलते हैं तो हम देखते है आइए हम फर्स्ट कैंडिडेट वर्ड एक्ट्रेस को समझने की कोशिश करें तो हमने यहाँ क्या लिखा है यह मेरा सही शब्द है यह मेरा गलत शब्द है इसलिए मैंने सही शब्द से गलत शब्द तक जाने के लिए क्या बदलाव किया इसलिए मैं गया था मेरे पास मेरे सही शब्द में एक लैटर t था लेकिन मैं इसे नल से बदल देता हूं तो यह एक डिलीशन है मैं इसे t मेरे सही शब्द से डिलीट करता हूँ तो इसीलिए यह डिलीशन है इसी तरह मैं cress से actress तक कैसे जायंगे मुझे a इन्सर्ट करना होगा तो यह फिर से इंसर्शन है यस उसी प्रकार से मैं caress से acress के लिए कैसे जाता हूं मैं एक ट्रांसपोजेशन कर रहा हूं तो ca ने ac में ट्रांसपोजेशन किया access से acress c को r में परिवर्तन across से acress o अब e में परिवर्तन हुआ यहाँ 2 acres क्यों है आप acress को देखते हैं मैं एक इंसर्शन करने जा सकता हूं मगर इंसर्शन 2 बिंदुओं पर हो सकता है यह यहाँ भी हो सकता है या यहाँ हो सकता है और दोनों कि संभावना अलग अलग है प्रतिस्थापन की संभावनाओं को याद रखें कि जो पिछले शब्द पर निर्भर करेगा कि इस शब्द में पिछला केरेक्टर क्या है तों उनकी अलग अलग संभावनाएं होंगी यही कारण है कि वे 2 अलग अलग इंसर्शन हैं अब इसका मतलब है जब भी मेरे पास कोई गलत शब्द है मुझे पहले सभी संभावित कैंडिडेट्स को जेनरेट करना है इसलिए हम कुछ प्रकार के आँकड़ों का उपयोग करने का प्रयास करते हैं कि मुझे कितने अलग अलग कैंडिडेट्स का उपयोग करना चाहिए तो सामान्य आँकड़े यह है कि 80 प्रतिशत एरर्स की डिस्टेंस के भीतर हैं और लगभग सभी एरर्स 2 के अतिरिक्त हैं इसका मतलब है कि मैं ज्यादातर 1 या 2 के अतिरिक्त कैंडिडेट्स का उपयोग करने की कोशिश कर सकता हूं ज्यादातर केसेस में एक ही करेगा acress से शुरू करके हमने पिछले उदाहरण में यही किया है हमें कैंडिडेट्स को जनरेट करते समय अतिरिक्त सभी कैंडिडेट्स का भी पता चला और मैं स्पेस या हायफ़न के डिलीशन की अनुमति भी दे सकता हूं तो अगर मैं एक अंतरिक्ष के बिना इस विचार की तरह एक शब्द है बिना स्पेस के शब्द आईडिया अच्छा लगा मैं इस आईडिया को स्पेस से साथ और इसी तरह हाइफ़न के लिए और नियम से हाइफ़न के साथ अनुमति दे सकता हूं अब जब हम संभावनाओं की गणना करने की कोशिश कर रहे हैं हमारे संभावना के 2 अलग अलग शब्द हैं x गिवन w की और w की प्रोबेब्लिटी तो आप पहले देखेंगे कि x गिवन w की प्रोबेब्लिटी की गणना कैसे करते हैं मान लें कि हम सिंपल केस को ले रहे हैं जहां इनपुट स्ट्रिंग या गलत शब्द के सही शब्द से केवल एक ही एडिट ऑपरेशन है x गिवन w की संभावना से मेरा क्या अभिप्राय है मेरा मतलब होगा कि उस एडिट ऑपरेशन के होने की संभावना क्या है इसलिए याद रखें कि हमारे पास चार ऑपरेशन इंसर्शन डिलीशन प्रतिस्थापन और ट्रांसपोज़ेशन थे इसलिए हमें इनमें से प्रत्येक के लिए संभावनाओं को परिभाषित करने की आवश्यकता है तो यहाँ हम क्या परिभाषित कर रहे हैं हम x y पर डिलीशन को परिभाषित कर रहे हैं मुझे इससे क्या मतलब है जब भी इनपुट स्ट्रिंग में एक इनपुट शब्द होता है तो मेरे पास एक x y सीक्वेंस है जो कि सही है और यह टाइप हो गया x जो कि गलत है तो x y जो x के रूप में टाइप हो गया तो यह है कि मैंने y को हटा दिया है तो यह करेक्शन में पिछले कैरेक्टर x पर निर्भर करेगा इसी तरह इंसर्शन के बारे में क्या मेरे पास सही में x था और मैंने गलत में y इन्सर्ट किया तो यह इंसर्शन प्रतिस्थापन x को y के रूप में टाइप का केस है इसलिए मेरे पास करेक्शन में x था जिसे मैंने y के रूप में गलत टाइप किया है ट्रांसपोज़ेशन क्या है यहाँ फिर से x y गलत है और टाइप में y x गलत टाइप हो गया तो ये चार अलग अलग संभावनाएं हैं अगर मैं 2 स्ट्रिंग्स के बीच केवल एक एडिट ऑपरेशन कर रहा हूं तो अब सवाल यह है कि मैं किसी विशेष डिलीशन या इंसर्शन ऑपरेशन की प्रोबेब्लिटी का कैसे पता लगाऊं तो हम इनमें से एक लेते हैं और देखते हैं कि हम वास्तव में इन प्रोबेब्लिटीस का पता कैसे लगाएंगे आइए हम डिलीशन के सिंपल केस को लेते हैं तो हम केसे पता करे कि प्रोबेब्लिटी क्या है कि एक स्ट्रिंग में केरेक्टर x y का एक सेट एक केरेक्टर बाइग्राम मैं यह भी कह सकता हूं कि यह एक हेक्टा बाइग्राम है जो केवल x में परिवर्तित हो गया है मुझे यह कैसे पता चलेगा इसकी प्रोबेब्लिटी क्या है इसलिए हमें कॉर्पस में सामान्य रूप से देखना होगा कि इस एरर की संभावना कितनी है तो अब इस संभावना को खोजने के लिए मुझे किस तरह के डेटा की गणना करने की आवश्यकता है इसलिए मुझे कुछ प्रकार के डेटा की आवश्यकता है जो आपने अभी अभी कुछ टेक्स्ट लिखे हैं और उसमे कुछ गलतियाँ की हैं जो जानबूझकर नहीं हुई हैं इसलिए कुछ गलतियाँ कीं जो सामान्य लोग करते हैं और किसी ने फिर इस कॉर्पस को देखा है और इसे ठीक करने की कोशिश की है तो मान लीजिए कि मेरे पास एक कॉर्पस है जो कॉर्पस एक रियल कॉर्पस है और जिसमें विभिन्न एर्र्स हैं और फिर मेरे पास एक करेक्टेड कॉर्पस भी है अब मैं इन 2 अलग कॉर्पस का उपयोग कैसे करूंगा ताकि डिलीशन x y की प्रोबेब्लिटी का पता लगाया जा सके मैं कहूंगा कि मैंने कितनी बार मेने सही किए गए कॉर्पस को देखा जिस शब्द में बाईग्राम x y है जिसके लिए मेरे रियल असली कॉर्पस में संबंधित शब्द केवल x था इसका मतलब है कि वास्तव में शब्द को x y होना चाहिए था लेकिन यह x था तो प्रोबेब्लिटी की गणना कैसे होगी मैं अपनी रियल कॉर्पस में में कितनी बार देखूंगा मेंरे पास करेक्टेड बाईग्राम x y है और उसमे से कितनी बार y को रियल कार्पस में से डिलीट किया गया था और वह मुझे प्रोबेब्लिटी कि x के बाद y को डिलीट करने की प्रोबेब्लिटी क्या है तो जब भी कितनी बार x y एक साथ हुआ और कितने केसेस में y को डिलीट कर दिया गया इसी तरह मैं सभी केसेस में इंसर्शन प्रतिस्थापन और ट्रांसपोज़ेशन के लिए पता लगाऊंगा आइए हम वास्तविक मेट्रिसेस को देखते हैं तो आप यहाँ इंसर्शन डिलीशन या कंडिशन्ड पिछले केरेक्टर के देख रहे हैं तो में x गिवन w की प्रोबेब्लिटी का कैसे पता लगाऊं x गलत शब्द है और w करेक्शन के लिए मेरे संभावित कैंडिडेट्स है तो याद रखें कि हमने डिलीशन का पता कैसे लगाया हमने कहा कि यह कितनी बार एक बाईग्राम w i माइनस 1 को सही करता है और और w i अपने सही किए गए कॉर्पस में होता है और उनमें से कितनी बार मैं w i माइनस 1 में से w i को डिलीट कर दिया था इसी प्रकार से इंसर्शन में कितनी बार शब्द w i माइनस 1 मेरे कॉर्पस में आता है और उनमे से कितनी बार रियल कॉर्पस में x i को इन्सर्ट करने की लोगों से गलती हुई कितनी बार उन्होंने वास्तव में x I को w I w i माइनस q के बाद में इन्सर्ट किया इसी तरह के प्रतिस्थापन मैं अपने कॉर्पस में कितनी बार w i होता है उनके बीच x i से साथ इसे कितनी बार प्रतिस्थापित किया गया था वही चीज आप ट्रांसपोज़ेशन के लिए करेंगे कि इन 2 केरेक्टर को कितनी बार एक साथ रखा गया था कि वे कितने समय में ट्रांसपोज़ किए गए थे इसका मतलब है कि हमें 2 कॉर्पस की आवश्यकता है एक हमने गलतियाँ की हैं दूसरा एक ही कॉर्पस जिसे ठीक कर दिया गया है और फिर आप इन सभी प्रोबेब्लिटीस की गणना कर सकते हैं अब यदि हम एक्ट्रेस के लिए विभिन्न कैंडिडेट्स को खोजने के पिछले उदाहरण पर वापस जाते हैं इसलिए हमारे यहां 7 अलग अलग कैंडिडेट्स थे अब हमने पहले ही देखा कि करेक्टेड एरर वर्ड क्या है और हम मॉडल का उपयोग कर रहे हैं हमने x शब्द की प्रोबेब्लिटी का पता लगाने के लिए पिछली स्लाइड में इसको देखा था तो अब पहले हम लिख रहे हैं मेरा x गिवन w क्या है इसलिए जब भी actress में से मेरा पहला डिलीट हुआ तो t डिलीट कर दिया गया और actress acress मिल गया तो आपको डिलीट करने की प्रोबेब्लिटी कैसे पता चली हमने कहा कि क्या प्रोबेब्लिटी है कि ct हर समय के बीच ct होता है क्या प्रोबेब्लिटी है कि t डिलीट कर दिया जाता है तो ct से बाहर मैं अपने कॉर्पस और इस प्रोबेब्लिटी में केवल c देखता हूं मुझे मेरा कार्पस 0000117 मिल गया इसी तरह से इंसर्शन भी इसका मतलब a को स्ट्रिंग के शुरुआत में इन्सर्ट किया गया ca के स्थान पर ट्रांसपोज़ेशन ac और इसी तरह से यहां हम देख रहे है कि आप इसे 2 अलग अलग तरीके से कर सकते हैं e के बाद या s के बाद इंसर्शन यही कारण है कि आपके पास 2 अलग अलग प्रोबेब्लिटी हैं फिर से कॉर्पस से आपको ये सभी प्रोबेब्लिटीस के मान मिलेंगे x की प्रोबेब्लिटी के किये अलग अलग शब्दों के लिए मेरा शब्द दिया x की प्रोबेब्लिटी को क्या दिया गया है अब w की गणना की प्रोबेब्लिटी की दूसरी प्रोबेब्लिटी क्या है इस तरह के अंतर्ज्ञान क्या है आप एक ऐसे शब्द के पक्ष में प्रयास करने का प्रयास करेंगे जिसके कॉर्पस में होने की अधिक संभावना है तो एक ऐसा शब्द जो कॉर्पस में होने की संभावना नहीं है मान लीजिए मैं एक कॉर्पस का उपयोग करता हूं और मुझे शब्द की प्रोबेब्लिटी का भी पता चलता है तो अब मुझे दिए गए शब्द की प्रोबेब्लिटी x और इस दोनों के शब्द की प्रोबेब्लिटी का पता चला है इसलिए मेरे नोइजी चैनल मॉडल को याद रखें कि मुझे इन प्रोबेब्लिटीस को गुणा करना है और यह पता लगाना है कि कौन सा कैंडिडेट मुझे सबसे अधिक प्रोबेब्लिटी वैल्यू देता है माना कि मैं भी यही करता हूं तो इस स्लाइड में आप देखेंगे इसलिए मैं इन 2 प्रोबेब्लिटीस को मल्टीप्लाई कर रहा हूं और हम केवल 10 टू द पॉवर 9 रखते है ताकि हम इन नंबरों को देख सकें वे इस बिंदु पर 0000 थे उससे हम हम तुलना नहीं कर पाएंगे तो पहली प्रोबेब्लिटी 27 टाइम्स 10 है टू द पॉवर 9 माइनस 9 सॉरी तो ऐसे 2 कैंडिडेट कौन से हैं जिनकी प्रोबेब्लिटी सबसे अधिक है आप यहाँ देखें मेरे पास actress है और मेरे पास across है तो ये 2 शब्द हैं जिनकी मुझे सबसे अधिक प्रोबेब्लिटी है तथा सामान्य रूप में आप सही कह सकते हैं की across करेक्ट कैंडिडेट हो सकता है अब याद है हम कह रहे थे हम इसे कॉन्टेक्स्ट के साथ या कॉन्टेक्स्ट के बिना कर सकते हैं इसलिए कॉन्टेक्स्ट का उपयोग किए बिना यह सबसे अच्छा है जो हम कर सकते हैं और मान लीजिए कि वे वास्तव में 27 के करीब आते हैं 271 कॉन्टेक्स्ट का उपयोग किए बिना आप यह नहीं पता लगा सकते हैं कि दूसरे से बेहतर उम्मीदवार कौन है लेकिन मान लीजिए कि आपको कॉन्टेक्स्ट का उपयोग करने की अनुमति है तो क्या आप बेहतर कर सकते हैं तो हम उसी स्पेल्लिंग करेक्शन के लिए देखते हैं अगर मेरे पास कॉन्टेक्स्ट है तो मैं क्या करूंगा मान लीजिए कि मेरा वाक्य है वरसेटाइल एक्रेस हूज और मुझे इसे सही करना होगा ओर याद रखे की 2 कैंडिडेट्स क्या थे वे 2 कैंडिडेट एक्ट्रेस और एक्रोस हैं तो 2 सेंटेंस वरसेटाइल एक्रोस एक्ट्रेस हैं जिसमें वरसेटाइल एक्रोस अब कौन है जिसकी सबसे अधिक संभावना है अब मुझे कैसे पता चलेगा मैं इस तथ्य का उपयोग कैसे करूं कि शायद वरसेटाइल एक्ट्रेस या एक्ट्रेस जिसकी तुलना में अधिक सामान्य है वरसेटाइल एक्रोस या एक्रोस किसका तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं हम कुछ कॉर्पस ले सकते हैं तो यह कंटेम्पररी अमेरिकी अंग्रेजी के कुछ कॉर्पस है और हम कुछ स्मूथिंग का उपयोग करते हैं तो मेरा मतलब स्मूथिंग के बारे में चिंता मत करो हम इसे विस्तार से लैंग्वेज मॉडलिंग में शामिल करेंगे तो मान लीजिए मैं कुछ स्मूथिंग करता हूं आईडिया यह ही कि यदि हम किसी दूसरे शब्द के बाद आने वाले शब्द की प्रोबेब्लिटी का पता लगाने की कोशिश कर रहे थे हम वही कर रहे हैं और वहीं से कर रहे हैं मुझे इन संभावनाओं का पता चलता है कि वरसेटाइल के बाद actress शब्द 0000021 आता है और वरसेटाइल के बाद वर्ड across की प्रोबेब्लिटी एक ही है और यह भी समझ में आता है वरसेटाइल एक्रोस कई अलग अलग क्षेत्र में और वरसेटाइल एक्ट्रेस की उनके कॉर्पस में प्रोबेब्लिटी समान हो सकती है अब अन्य बाईग्राम के बारे में क्या अन्य 2 वर्ड एक्ट्रेस और एक्रोस के बीच कॉम्बिनेशन के बारे में क्या है इसलिए हम कॉर्पस में देखते हैं हम एक्ट्रेस को ढूंढते हैं जिसकी प्रोबेब्लिटी एक्रोस से बहुत अधिक है और यदि आपके पास यह इनफार्मेशन है तो हम इसका उपयोग कर सकते हैं ताकि उसके लिए प्रोबेब्लिटीस को परिष्कृत कर सके अगर मान लो मैं अपने पहले के कॉर्पस के साथ प्रोबेब्लिटीस को गुणा करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा इसलिए मैं वरसेटाइल एक्ट्रेस की प्रोबेब्लिटी कहूँगा जिसका इनिसिअल है 2 प्रोबेब्लिटीस 210 टाइम्स 10 टू द माइनस 10 हैं और वरसेटाइल एक्रोस की प्रोबेब्लिटी होगी 1 टाइम्स 10 टू द माइनस 10 तो यह मुझे वह वरसेटाइल एक्ट्रेस देता है जो वरसेटाइल एक्ट्रेस की तुलना में बहुत लाइटली है मेरी कॉर्पस के अनुसार अगर मैं कॉन्टेक्स्ट का उपयोग कर रहा हूँ और इससे मुझे यह पता लगाने में मदद मिल सकती है कि एक्ट्रेस के स्थान पर सही शब्द क्या होना चाहिए था अब अगला कॉन्सेप्ट रियल वर्ड स्पेलिंग एरर है तो मुझे इससे क्या मतलब है गलतियाँ हो सकती हैं जहाँ गलत वर्तनी वाला शब्द वास्तव में मेरे डिक्शनरी में है तो जैसे आप यहाँ सेंटेंस देखते हैं द स्टडी वास कंडक्टेड मैनली बी जॉन ब्लैक और हम जानते हैं कि सही शब्द बाय होना चाहिए था लेकिन यूजर ने टाइपिंग बी पर समाप्त कर दी अब जरा एक पल के लिए सोचें कि क्या मैं इस समस्या को कॉन्टेक्स्ट का उपयोग किए बिना हल कर सकता हूं इसलिए कॉन्टेक्स्ट का उपयोग किए बिना मैं यह भी कैसे कह सकता हूं कि यह बाय होना चाहिए और बी नहीं होना चाहिए मैं एक वर्ड के आने की विशिष्ट प्रोबेब्लिटी का उपयोग कर सकता हूं लेकिन यह कहने के लिए एक अच्छा मेथड नहीं है तो इस केस में मुझे अपने कॉर्पस में हर जगह एरर मिल सकती हैं इसलिए मुझे कहीं न कहीं अपने संदर्भ का उपयोग करने की कोशिश करनी चाहिए अगले वाक्य द डिजाइन एन कंस्ट्रक्शन ऑफ़ द सिस्टम में भी वही और मुझे पता है की यह एंड है पर यूजर ने एन पर टाइपिंग समाप्त कर दी अब ये वोकेब्लरी में रियल वर्ड्स हैं और मैं स्पेलिंग को करेक्ट करना चाहता हूं एक बात सुनिश्चित है कि मुझे अब कॉन्टेक्स्ट का उपयोग करना चाहिए मैं वास्तव में इन एरर्स को ठीक करने की कोशिश के लिए कॉन्टेक्स्ट का उपयोग कैसे करूं और यह फिर से कुछ आँकड़े हैं कि 25 से 40 प्रतिशत स्पेल्लिंग एरर्स हैं कि यह यहां रियल वर्ड्स हैं अब मान लें कि मेरे पास एक वाक्य X है जिसमें W 1 से W n शब्द हैं अब हमें नहीं पता कि इनमें से कौन से शब्द में एरर है क्योंकि ये सभी मेरे डिक्शनरी में रियल वर्ड्स हैं तो मैं वास्तव में स्पेल्लिंग करेक्शन कैसे शुरू करूं इसलिए मैं व्यक्तिगत शब्दों में से प्रत्येक के लिए क्या करूंगा मैं यह पता लगाने की कोशिश करूंगा कि सबसे अच्छे संभावित कैंडिडेट क्या हैं जो सही शब्द हो सकते हैं और वहां मुझे इस शब्द को शामिल करना नहीं भूलना चाहिए क्योंकि यह एक सही शब्द भी हो सकता है तो यहाँ हम W 1 शब्द के लिए क्या कर रहे हैं हम कह रहे हैं कैंडिडेट W 1 या कुछ शब्द W 1 प्राइम W 1 डबल प्राइम W 1 ट्रिपल प्राइम और इसी तरह से वे करेक्शन के लिए संभावित कैंडिडेट हैं W 2 फिर वही है जो W 2 और अन्य कैंडिडेट W 3 हैं अब मेरी समस्या क्या है अब मेरे पास W 1 के कैंडिडेट्स से कोई भी अनुक्रम हो सकता है मैं कोई भी W 2 चुन सकता हूं मैं इन सभी संभावित अनुक्रमो में से किसी एक को चुन सकता हूं मुझे यह पता लगाना है कि कौन सा मुझे किसी चीज़ में सबसे अधिक प्रोबेब्लिटी दे रहा है मैं अनुक्रम W को खोजना चाहता हूं जो W दिए गए X की प्रोबेब्लिटी को अधिकतम करता है यह है कि क्या यह एक अच्छा अनुक्रम होगा या यह एक अच्छा अनुक्रम होगा या यह एक अच्छा अनुक्रम होगा या इसी तरह इस क्रम में से कौन सा क्रम इस मामले में सबसे अच्छा होगा तो फिर से आपको पता लगाना होगा कि W गिवन X की प्रोबेब्लिटी में W को मेक्सेमाइस्ज़ कैसे करना है तो क्या हम फिर से नोइजी चैनल मॉडल का उपयोग करने की कोशिश कर सकते हैं तो हम देखेंगे अब हम यहां एक रियल उदाहरण ले रहे हैं 2 ऑफ़ w थ्यु प्रोबेब्लिटी 2 होनी चाहिए और हम दूसरे शब्दों को नहीं देख रहे हैं इसलिए मेरे रूप में मॉडल मैं क्या करूंगा मैं शब्द दो ले लूंगा मैं इस शब्द को अन्य सभी संभावित कैंडिडेट्स के साथ रख दूंगा मैंने t W o t a o t u रख दिया है सभी एक छोटी डिस्टेंस तय कर रहे हैं जो मैं डाल रहा हूं o n o डबल f विथ द thew मैंने thew threw thaw the और इसी तरह से डाले और हम जानते है की सही अनुक्रम 2 ऑफ द फाइन है लेकिन सामान्य रूप से मान लीजिए कि मुझे प्रत्येक अनुक्रम के लिए प्रोबेब्लिटी का पता लगाना था यह एक्स्पोनेन्सल हो सकता है तो आप सरल गणित कर सकते हैं मान लें कि खुद सहित औसतन प्रत्येक शब्द में चार संभावित उम्मीदवार हैं और मेरे सेंटेंस में पाँच अलग अलग शब्द हैं तो मेरे पास कितने अलग अलग अनुक्रम होंगे 4 टू द पावर 5 और अगर मेरे सेंटेंस में शब्दों की संख्या बढ़ती है तो यह बढ़ती रहेगी अब इस समस्या से बचने के लिए हम कुछ प्रकार का उपयोग करने की कोशिश करेंगे हम कुछ धारणाएं बनाते हैं जो कि इस मॉडल का सरलीकरण भी है कि वो क्या है हम कहते है मान लेते हैं कि सेंटेंस में अधिकतम एक एरर होगी तो यह कैसे मदद करता है इसमें मदद मिलती है कि जब भी मैं कैंडिडेट चुन रहा हूं मैं केवल एक शब्द के लिए एक अलग शब्दों को चुनूंगा तो मुझे इससे क्या मतलब है मान लीजिए कि मेरे पास W 1 W 2 W 3 है और इसमें कुछ अन्य संभावित चीजें हैं जैसे W 2 प्राइम W 2 डबल प्राइम इसमें W 1 डबल प्राइम W 1 डबल प्राइम है और इसमें W 3 प्राइम W 3 डबल प्राइम है इसलिए पिछले मॉडल में हमने सभी 3 क्यूब को लिया होगा जो कि पिछले एक में 27 अलग अलग उम्मीदवार हैं तो इस धारणा के साथ हम क्या करेंगे W 1 के लिए अगर मैं W 1 को प्राइम कैंडिडेट चुन रहा हूं मैं मान लूंगा W 2 और W 3 सही थे तो यह धारणा है कि प्रति सेंटेंस में सबसे अधिक एक एरर हो सकती है कितने कैंडिडेट्स होंगे मेरे पास यहां 2 संभावनाएं हैं यहां 2 संभावनाएं हैं और यहां 2 संभावनाएं हैं तो वहाँ अधिक से अधिक 6 प्लस 1 होगा यदि आप 1 ले रहे हैं तो वहां ओरिजिनल सेंटेंस सही हो सकता है से W 1 W 2 W 3 ज्यों का त्यों तो कैंडिडेट्स W 1 प्राइम W 2 W 3 केवल एक एरर प्रति सेंटेंस W 1 डबल प्राइम W2 W3 और इसी तरह से इसलिए यह कैंडिडेट्स की संख्या को बेहद कम कर देता है जिसके लिए मुझे जाँच करनी है और यह काफी हद तक सही भी है और यही कारण है कि आप सामान्य रूप से प्रति वाक्य एक से अधिक एरर नहीं करते हैं अब एक बार हमारी यह धारणा है हम इस अनुक्रम W को खोजना चाहते हैं जो प्रोबेब्लिटी W गिवन X को अधिकतम करता है इसलिए मैं फिर से अपने नोइजी चैनल मॉडल का उपयोग करने का प्रयास कर सकता हूं अनुक्रम कैसे पता करें W जो की प्रोबेब्लिटी P W गिवन X को अधिकतम करता है X मेरा ओब्सर्वड अनुक्रम है और W मेरे कैंडिडेट अनुक्रमों में से एक है और हम जानते हैं कि कैंडिडेट अनुक्रम कैसे पता करें तो यह है कि इनमें से प्रत्येक के लिए है अनुक्रमो W है मुझे इसकी प्रोबेब्लिटी W गिवन x का पता लगाना होगा अब नोइजी चैनल मॉडल के रूप में लगाना होगा मैं इसे कैसे लिखूंगा इसलिए मैं फिर से यहां बेयस थ्योरम का उपयोग करूंगा क्योंकि मैं W से शुरू कर रहा हूं और x पर जा रहा हूं इसलिए मैं केवल प्रोबेब्लिटी X गिवन W का पता लगा सकता हूं तो अब मैं यही करूंगा की प्रोबेब्लिटी X गिवन W को कैसे लिख सकता हूँ X एक अनुक्रम है W एक अनुक्रम है तो मान लीजिए कि इनके पास शब्दों की संख्या समान हैं मैं एक सरल धारणा बना सकता हूं कि P X गिवन W केवल अनुक्रम में दिए गए व्यक्तिगत शब्द की प्रोबेब्लिटी का मल्टीप्लीकेशन है तो मान लीजिए कि मेरा शब्द यह मेरा डब्ल्यू W है और यह मेरा एक्स x है तो प्रोबेब्लिटी X गिवन W i को मैं लिखूंगा W 1 प्राइम गिवन W 1 प्रोबेब्लिटी W 2 गिवन W 2 प्रोबेब्लिटी W 3 गिवन W 3 दी तो अब यहां 2 तरह की प्रोबेब्लिटीस हैं एक है जब 2 वर्ड्स एक एरर की प्रोबेब्लिटी समान नहीं हैं अब वे उसी में से एक हैं मुझे व्यक्तिगत प्रोबेब्लिटीस कैसे पता चलती हैं यह हम पिछले केस में देख चुके हैं हम पता कर सकते है की ऑडिट एडिट एडिट ऑपरेशन क्या है और यदि देलीशन इंसर्शन वगैरह है तो उसके अनुरूप प्रोबेब्लिटीस क्या है यह पिछले मामले की तरह ही है लेकिन मैं W 2 गिवन W 2 की प्रोबेब्लिटी को कैसे पता लगाऊंगा जो की 1 होना चाहिए यह अब इस बात पर निर्भर करेगा कि आप अपने कॉर्पस में किस तरह की एरर को देख रहे हैं यदि आप देख रहे हैं कि वे प्रति 10 शब्दों पर औसत एक एरर हैं तो आप आप कहेंगे कि यह प्रोबेब्लिटी 09 है इस प्रकार क्या सही है ये उसी की प्रोबेब्लिटी है शब्द सही है यदि 100 शब्दों में 1 एरर है तो आप कहेंगे कि यह संभावना 099 है और यह है कि आप इस प्रोबबिलिटी को कैसे ठीक करेंगे P X गिवन W को नॉन वर्ड स्पेल्लिंग करेक्शन के समान दिया लेकिन हमें भी इस प्रोबेब्लिटी w गिवन w की जरूरत है और यही वह प्रोबेब्लिटी है जिसको आपने सही ढंग से शब्द टाइप किये है और यह कि आप अपने स्रोत में किस प्रकार की एरर्स को देख रहे हैं आप उसे देख सकते हैं अगर प्रति 10 शब्दों में एक एरर है तो आप कहेंगे कि यह संभावना 09 है और अगर प्रति 100 शब्दों में एक एरर है तो आप कहेंगे कि यह संभावना 099 है यह है कि आप इन सभी प्रोबेब्लिटीस को कैसे सेट करेंगे और आप कैंडिडेट्स X को चुनेंगे जो आपको अधिकतम प्रोबेब्लिटी देता है कैंडिडेट W क्षमा करें अब दूसरे भाग में प्रोबेब्लिटी W बाय W का पता लगाया जा रहा है मेरा मतलब है कि अनुक्रम W 1 प्राइम W 2 W 3 मैं कैसे अनुक्रम W की प्रोबेब्लिटी को परिभाषित करता हूं उसके लिए हम लैंग्वेज मॉडलिंग नामक तकनीक का उपयोग करेंगे तो यह मुझे n शब्दों का अनुक्रम की प्रोबेब्लिटी देगा और हम इस यूनीग्राम मॉडल बाईग्राम मॉडल या कोई अन्य मॉडल से प्रोबेब्लिटी W का पता लगाने के लिए का उपयोग करेंगे यह यहाँ अगले व्याख्यान के लिए विषय होगा इसलिए इस व्याख्यान में हमने चर्चा की कि नॉन वर्ड एरर क्या हैं री वर्ड एरर क्या हैं हमें इन्हें ठीक करने के लिए नॉइजी चैनल मॉडल का उपयोग कैसे करते हैं लेकिन वहाँ भी हमें सेंटेंस की प्रोबेब्लिटी जैसी कोई चीज़ चाहिए जैसे की वर्ड W के अनुक्रम की प्रोबेब्लिटी हम यह कैसे प्राप्त करते हैं और यही कारण है कि हम अगले व्याख्यान में लैंग्वेज मॉडलिंग के विचार पर जाएंगे